पहले ट्रे निंग नीड एसेसमेंट को समझा है फिर हमने जॉब इवोल्यूशन प्रोसेस की मदद से नीड एसेसमेंट की विधियों के बारे में बात किया फिर हमने ट्रे निंग नीड एसेसमेंट के परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बात की है और अब हम पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में बात करेंगे जोकि ट्रे निंग नीड एसेसमेंट है तो इस मॉड्यूल में सामान्य रूप से ट्रे निंग नीड एसेसमेंट है हम इस मॉड्यूल में बात कर चुके हैं कि कैसे जॉब इवेलुएशन प्रोसेस ट्रे निंग नीड एसेसमेंट में सहायक है और उसके बाद हमने यह भी बात की थी कि कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रे निंग नीट के लिए सहायक है और अब आखरी मॉड्यूल में हम पोटेंशियल अप्रेजल की सहायता से ट्रे निंग नीड एसेसमेंट की पहचान करेंगे यदि आप मेरे मॉड्यूल 1 का उल्लेख करते हैं तो आप पाएंगे कि एक कार्यकर्ता ने कहा है कि आपने मेरे हाथों का उपयोग किया है लेकिन हमने अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है इसका मतलब यह है कि उस कर्मचारी मैं क्या बढ़िया पोटेंशियल है यहां मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि सलाह के बारे में है या आप कह सकते हैं कि वह उस सुपीरियर के बारे में है जिसके साथ एक सबोर्डिनेट काम कर रहा है यदि सुपीरियर अपने सबोर्डिनेट पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है तो निश्चित रूप से वह सुपीरियर अपने सबोर्डिनेट को न केवल उसके परफॉर्मेंस को बल्कि उसकी पोटेंशियल को समझकर विकसित कर सकता है एक मानव मस्तिष्क चमत्कार कर सकता है उसकी आज जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज्यादा वह परफॉर्म कर सकता है लेकिन उस उद्देश्य के लिए एक मेंटर की आवश्यकता होती है एक समर्थन की आवश्यकता होती है एक अप्रेजल की आवश्यकता होती है और फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और वास्तव में जिसे हम मेंट रिंग प्रोसेस कह सकते हैं लेकिन मेंटर के पास कुछ समय अवश्य मिलना चाहिए कि वह अपने सबोर्डिनेट के लिए पोटेंशियल अप्रेजल बना सके तो पोटेंशियल अप्रेजल क्या है पोटेंशियल को एक अव्यक्त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्थ है 'ज्ञात' यानी 'पता है' सही है ना लेकिन यह अनरिलाइज्ड एबिलिटी के रूप में जाना जाता है कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत महान कार्य करने में सक्षम हैं वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं और वे जो कुछ भी योगदान दे रहे हैं उससे भी अधिक योगदान दे सकते हैं लेकिन उनके काम करने का तरीका कार्यशैली समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण को प्रशिक्षित किया जाना है और इसलिए वह वास्तव में उजागर नहीं होता है अपनी क्षमता को खोज नहीं पाया है इसलिए इस क्षमता को खोजने के लिए उजागर करने के लिए एक मेंटर बेहतर कोई नहीं है जो इसका ध्यान रख सके एक नरम व्यक्तिगत स्पर्श की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति उस विशेष बोध का ध्यान रख सके और यह सुनिश्चित कर सके की जो क्षमता अचेतन अवस्था में है वह उसे वास्तविकता में परिव र्तित कर सके यह रिलाइज्ड एबिलिटी हो सकती है ऐसे कई लोग हैं जिनकी इच्छा है ठीक है यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो लोग बढ़ने की इच्छा रखते हैं जॉब को कैरियर में बदलने की इच्छा रखते हैं जो खुद को डेवलप करना चाहते हैं जो लोग अपने करियर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं और फिर इस उद्देश्य के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उनके पास पोटेंशियल है लेकिन वे जागरूक और अवगत नहीं हैं i इसलिए वे जिस भी जॉब में हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं वे अपनी जॉब में सबसे अच्छा करना चाहते हैं ठीक है लेकिन फिर किसी को वहाँ होना है इसलिए अवसर की चाहत रखते हुए उच्च स्तर की पोटेंशियल और पोटेंशियल के उच्च स्तर पर काम करने का अधिकार उन्हें एक अच्छा वातावरण प्रदान करने की मदद से किया जा सकता है किस तरह का वातावरण एक अच्छा वातावरण जो उनकी अव्यक्त टैलेंट की पहचान करेगा वे पहचानेंगे यही वह व्यक्ति कर सकता है एक सरल उदाहरण एंटरप्रेन्योरशिप का हम ले सकते हैं यही है वे स्वयं जॉब के लिए नहीं जा सकते हैं लेकिन वे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा सकते हैं इसलिए आजकल यह उद्योगों द्वारा देखा गया है किसके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हैं लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की पहचान करने के लिए फिर से एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता होती है और जो समस्या को सुलझाने का दृष्टिकोण होगा जो लोग रचनात्मक हैं जो जोखिम लेने वाले हैं जो लोग अलग सोच में सक्षम हैं सही वे सफल एंटरप्रेन्योर होने में सक्षम होंगे उस विशेष रूप से जोखिम को उजागर करने के लिए एक उच्च स्तर की योग्यता एक ही प्रकार के काम में यह भी महत्वपूर्ण है यह जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही विशिष्ट नौकरी करना है आप बहुत ही अपरंपरागत काम करने वाले हैं ऐसा नहीं है बल्कि पारंपरिक नौकरी में भी उसी काम को करने में उसी तरह के काम में भी आप क्षमता के उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं इस प्रयोजन के लिए पोटेंशियल अप्रेजल को 2 भागों में विभाजित किया गया है एक पोटेंशियल है दू सरा अप्रेजल है जब हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो जो मौजूद गुण होते हैं उन्हें और विकसित किया जा सकता है तो पोटेंशियल का मतलब है वह एबिलिटी जो आप में पहले से मौजूद है उसका बौद्ध करना लेकिन किसी ने भी उसका पता नहीं लगाया और अगर उन विशेषताओं को विकसित किया जाता है तो वह व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है इस प्रयोजन के लिए जो आवश्यक होता है उसे अप्रेजल करना होता है मेरे हिसाब से संगठन को परफॉर्मेंस अप्रेजल की तुलना में पोटेंशियल अप्रेजल पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल औपचारिक मूल्यांकन है लेकिन पोटेंशियल अप्रेजल ज्यादातर अनौपचारिक मूल्यांकन होता है और इसलिए इसमें चुनौतियां चुनौतियां बहुत हैं और फिर देखें कि कई व्यक्ति उन विशेष चुनौतियों को कैसे संभाल सकते हैं यदि व्यक्ति उन चुनौतियों को बहुत कुशलता से संभालने में सक्षम है तो आप उस विशेष पोटेंशियल यानी क्षमता को जगा सकते हैं हां या वह व्यक्ति है जो उस अव्यक्त टैलेंट को धारण कर रहा है और उसे विकसित यानी डिवेलप किया जा सकता है और हमेशा यह पोटेंशियल वर्तमान भूमिका से परे होती है यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जब भी हम किसी व्यक्ति के गुणों का आकलन कर रहे होते हैं तो अस्तित्व को विकसित किया जाता है और यही होना चाहिए यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन की भूमिका वर्तमान से परे है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति यह समझने में सक्षम होगा कि किसी व्यक्ति के पास किस प्रकार की क्षमता है इसलिए वर्तमान भूमिका से परे अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो निश्चित रूप से पर्सन यह समझने में सक्षम होगा कि किसी व्यक्ति के पास किस प्रकार की पोटेंशियल है अब हम एक विशेष उदाहरण लेंगे वैभव काI वैभव ने एक इंप्लॉय पोटेंशियल सर्वे बनाया है जो हर 2 साल में सर्वे करेगाI संपूर्ण कार्य हन एसोसिएट एचआर जो कि एक प्रमुख कंसलटेंसी फर्म है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एच आर टेक्नोलॉजी की सहायता से सर्वे करवाता है साथ ही साथ फाइं डिंग्स की एनालिसिस भी करता है और सभी मैनेजर्स के लिए जो वैभव में है उनकी विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करता हैI तो यह क्या है एक औपचारिक प्रणाली जो पोटेंशियल एंप्लॉय सर्वे करेगी हां सही हैं तो एंप्लॉय की पोटेंशियल क्या है यह एक संगठन द्वारा किया जाना है इसमें अनिवार्य रूप से अप्रेजल होना है यह एक औपचारिक प्रणाली है पर कितने संगठन इसे उपयोग कर रहे हैंI ट्रेनर्स इस विशेष अवधारणा को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं ट्रेनर्स इस अवधारणा को किसी विशेष संगठन में पोटेंशियल सर्वे करने के लिए उपयोग कर सकते हैं क्योंकि संगठन या समग्र संगठन एक संभावित समूह है या कहें पोटेंशियल ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल है और इंडिविजुअल पोटेंशियल हैI एक ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल तभी बाहर आएगी जब इंडिविजुअल पोटेंशियल मदद करेगी यदि व्यक्ति उस विशेष क्षमता को संभालने में सक्षम है एक्स फ्लोर करता है और स्वाभाविक रूप से वह समग्र ग्रुप परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और अगर समूह का परफॉर्मेंस बेहतर है तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो इसका मत यही है की इन विशेष कंपनी ने इन पोटेंशियल सर्वे को किया और इस बात का समर्थन किया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनालिसिस ऑफ द फाइं डिंग में एक ट्रेनर के द्वारा एक योगदान है जिन लोगों ने इस विशेष पोटेंशियल सर्वे का उपयोग किया हैi टेक्नोलॉजी की सहायता से एनालिसिस ऑफ द फाइं डिंग का उपयोग किया है और वैभव में प्रत्येक मैनेजर के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करते हैं इसलिए यह विशेष कंपनी जिन्होंने एक पोटेंशियल अप्रेजल सर्वे करवाया हैi इससे उन्होंने व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की पोटेंशियल्स को पहचाना है और उन्हें इस प्रकार से विकसित किया गया है कि हर 2 साल में जनवरी के अंतिम 2 सप्ताह के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को वॉइस नामक सर्वे टूल के द्वारा ई मेल द्वारा 55 प्रश्नों का ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के लिए दिया जाता है इस मेथड का उपयोग किया गया था की प्रत्येक कर्मचारी को साल के शुरुआत में जनवरी के अंतिम 2 सप्ताह में 55 प्रश्नों को भर के देना थाi यह कर्मचारी की पोटेंशियल के हर एक पहलू पर प्रतिक्रिया एकत्र करता हैi ठीक है इसलिए हर ट्रेनर अपने स्वयं के प्रश्नावली अपने स्वयं के सर्वे के तरीकों को डिजाइन कर सकता है और फिर संगठन से पूछ सकता है ठीक है कि आप इस माध्यम से जा सकते हैं अपने कर्मचारियों को इस विशेष सर्वे मेथड मेथड शायद किसी विशेष विभाग के लिए या शायद कर्मचारियों के समूह के लिए या शायद कुछ कर्मचारियों के लिए या किसी खास कर्मचारी के लिए यह सर्वे मेथड मेथड कर्मचारी की पोटेंशियल के हर पहलू पर प्रक्रिया एकत्र करता है जिस तरह से संगठन व्यापार आयोजित करता है सभी संगठन में वे इस विशेष व्यवसाय का आयोजन करते हैं और वे विशेष जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्वे के अलावा प्रत्येक संगठन को पोटेंशियल अप्रेजल सर्वे के लिए जाना चाहिए और यह पूरी तरह से अलग होना चाहिए ट्रेनर्स को एक अवसर दिया जाना चाहिए इसलिए इन हाउस ट्रेनर्स को भी लिया जा सकता है i बाहर से एक्सपोर्ट ट्रेनर को आमंत्रित किया जा सकता है और उन्हें एक मौका दिया जा सकता है कि वह प्रतिक्रिया देने के लिए एक प्रश्नावली डिजाइन करें सभी प्रश्नों को 7 प्वाइंट स्केल पर मूल्यांकन किया गया है आजकल के लिकर्ट स्केल में हम सभी को पता होना चाहिए कि 5 प्वाइंट प्रतिक्रियाओं की सराहना नहीं की जाती है अब लिकर्ट स्केल 7 प्वाइंट प्रतिक्रियाएं हैं वे बहुत सराहना करते हैं क्योंकि एक व्यापक कैनवास है और अगर व्यापक कैनवास है तो व्यक्ति खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है फिर क्लस्टर फेवरेबल न्यूट्रल और अनफेवरेबल है लेकिन 7 पॉइंट्स में उन्हें हम फेवरेबल हाईली फेवरिल न्यूट्रल अनफेवरेबल हाईली अनफेवरेबल मॉडरेटली अनफेवरेबल मॉडरेटली फेवरेबल में व्यक्त कर सकते हैंi जैसे यह 7 अंक थे सर्वे 31 जनवरी को समाप्त होता है और एच ए फिर 2 प्रमुख वेतन उपायों पर विस्तृत वॉयस कोर्स प्रदान करने के लिए डेटा का एनालिसिस करता है एक लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल है यह कहा जाता है कि व्यक्ति लीडरशिप उत्कृष्टता कर रहा है या नहीं दू सरा ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस पोटेंशियल है इसलिए वे व्यक्तिगत लीडरशिप गुणों को संभावित बनाते हैं और वे ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस को भी संभावित बनाते हैं अप्रैल के पहले सप्ताह में रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसलिए उसके लिए कई कर्मचारियों की आवश्यकता होती है एनालिसिस करवाने के लिए और उसके बाद उस विशेषएनालिसिस पर टिप्पणियां होंगी और फिर अंत में रिपोर्ट बनाई जाएगी इसलिए पहले 2 महीनों में मैंने फरवरी और मार्च लिए हैं लिए और फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में वह रिपोर्ट तैयार हो गई लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल एक महत्वपूर्ण मेट्रिक metric है जो सीधे मैनेजर के पास मैप maps होता है और लेवल मैनेजर्स लीडरशिप संभावनाओं को छोड़ देता है इन रिपोर्टों के आधार पर मैनेजर के पास जो लेबल मैनेजर लीडरशिप संभावनाएं के मैप डिवेलप किए गए हैं और इन लीडरशिप संभावनाओं को इन विशेष रिपोर्ट के आधार पर विकसित यानी डिवेलप किया जाना है और यह बताया गया है कि लीडर्स के पास किस प्रकार की पोटेंशियल है और उस मीट्रिक के आधार पर डेवलप किया जाता है और यही मैनेजर की लीडरशिप पोटेंशियल होती है संगठन एक मीट्रिक है जो संगठन कीसंस्कृति पोटेंशियल की खोज करता है वह क्या है जो संगठन कीसंस्कृति के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा है व्यावसायिक लक्ष्यों के संदर्भ में मूल्य आइटम विभिन्न व्यावसायिक लक्ष्य क्या हैं यह संगठन के अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एंपलॉयर्स परसेप्शन को नापने का एक उपाय है और इसलिए उस मामले में वह एंपलॉयर्स परसेप्शन है जो कुछ भी है संगठन के बारे में और जो संगठन की पोटेंशियल है उसे व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकसित किया जा सकता है एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया की जाती है सबसे पहले लीडरशिप कैपेबिलिटीज और लीडरशिप पोटेंशियल कर्मचारियों में पहचानना होता है i दू सरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यानी समग्र संगठन उद्देश्यों और ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन को बताया जाता हैi सुधार के लिए कार्रवाई क्षेत्रों के रूप में 75 प्रतिशत से कम के किसी भी आवाज स्कोर की पहचान की जाती है जहां भी स्कोर 75 प्रतिशत से कम है इसका मतलब है कि यह वह क्षेत्र है जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है प्रत्येक मैनेजर अगले 22 महीनों के लिए 5 शीर्ष स्कोर और 5 निचले स्कोर की पहचान करने के लिए एचआर पार्टनर के साथ काम करते हैं इसलिए जिन्हें इस वर्ष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है इसलिए उनके शीर्ष 5 स्कोर और 5 निचले स्कोर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है इसलिए इस मामले में यह अगले आवाज सर्वे से पहले 22 महीनों के लिए ध्यान केंद्रित है इसलिए फिर से उन विशेष सर्वे को किया जाएगा जो तकरीबन अगले 22 महीनों के लिए होगा इस सर्वे में वे उन क्षेत्रों को पहचानेंगे जिनके ऊपर काम करना है और प्रशिक्षण प्रदान करना है और फिर 22 महीनों के बाद फिर से सर्वे किया जाएगा और पहचाना या ढूंढा जाएगा कि क्या उद्देश्य प्राप्त हुए या नहींi संभावनाओं का पता लगाया गया है और यह अवसर दिया गया है कि वे अपनी पोटेंशियल का उपयोग करें या नहीं वे कार्य योजना बनाने के लिए टीम के लिए डिज़ाइन किए गए एचआर पार्टनर के साथ काम करते हैं और एक्शन प्ला निंग में अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हैं इसलिए इस मामले में जो कार्य योजना और टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने वाली उस विशेष कार्य योजना को तैयार करना है अब यह कार्य योजना अलग अलग संस्थानों में भिन्न होगी लेकिन ट्रेनर बता सकता है कि किस प्रकार के प्रशिक्षण का उपयोग कर सकते हैं और वह संगठन को पोटेंशियल सर्वे की रूपरेखा प्रस्तावित कर सकता हैi ताकतवर क्षेत्रों में उच्च स्कोर बनाए रखने के लिए कम स्कोर क्षेत्रों में सुधार करना है अब इसके आधार पर क्योंकि वहां कम स्कोर वाले क्षेत्र भी हैं वहां हाई स्कोर वाले क्षेत्र भी हैं हाई स्कोर वाले क्षेत्र के आधार पर संगठन अपने व्यवसाय को मजबूत कर सकते हैं अब किस प्रकार के प्रश्नों को इन पोटेंशियल अप्रेजल में शामिल करना हैi वैभव में टिप्पणियों के द्वारा इंप्लॉय पोटेंशियल सर्वे किया जाता है आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रथा सर्वोत्तम है पोटेंशियल अप्रेजल करने के लिएi इसलिए जो सर्वोत्तम प्रथाएं हो सकती हैं वह 5 लो और हाई स्कोर के आधार पर उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है और प्रशिक्षण प्रदान करके विशेष अप्रेजल किया जा सकता हैi प्वाइंट नंबर 2 काम में सवाल नंबर 2 सामूहिक रूप से काम करके पांच प्रश्नों के सेट द्वारा एक संगठन को अपनी लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल को मापने में मदद कर सकता है अब एक वर्कशॉप की जा सकती है कुछ कर्मचारियों के समूह के साथ और उनसे बताया जा सकता है कि 5 प्रश्नों के सेट के द्वारा संगठन अपनी लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल को मापता है और यह ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनचेंज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप जोकि लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल को विकसित की जा सकती हैi और उनसे पूछें कि आपको क्या लगता है वे कौन से 5 संभावित प्रश्न हैं जो संगठन अपनी लीडरशिप पोटेंशियल को मापते हैं नंबर 3 समूह में काम करके 5 प्रश्नों के एक सेट को फ्रेम करें जो एक संगठन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस पोटेंशियल को मापने में मदद कर सकता है इसी तरह जब लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल के लिए 5 प्रश्नों के एक सेट के इस विशेष कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम संगठन के बारे में भी बात कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस पोटेंशियल को माप सकें यही कारण है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस पोटेंशियल को डेवलप किया जा सकता है यदि इस प्रकार के अभ्यास किए जाते हैं तो समय के साथ साथ लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम उस पोटेंशियल जिसे खोजा जा सकता है वह हो सकता है फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा सकते हैं और जिसे विकसित किया जा सकता है लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम विकसित किया जा सकता हैI इसी प्रकार यदि इस प्रकार के अभ्यास किए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस पोटेंशियल को भी पहचाना जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है अब पहला प्रश्न की बात करें एसेसमेंट सेंटर में अप्रेजल को सम्मिलित करना और पोटेंशियल को रिवॉर्ड देना बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता हैi प्रत्येक संगठन के पास एसेसमेंट सेंटर होना चाहिए उनके पास अप्रेजल और रिवॉर्ड होना चाहिए इस विशेष एसेसमेंट सेंटर को विकसित करने के लिए एचआर सेक्शन में शायद विशेष रुप से लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन में इस प्रकार के अप्रेजल हो सकते हैं और पोटेंशियल को रिवॉर्ड वहाँ होना चाहिए अन्यथा आम तौर पर संगठन केवल परफॉर्मेंस में व्यस्त होते हैं और वे पोटेंशियल के लिए रणनीतियों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं होते हैं सुनिश्चित करें कि जो पोटेंशियल को रिवॉर्ड को करने जा रहे हैं वह पास्ट परफॉर्मेंस से फर्क हैi जिससे कि जिन लोगों के पास हाइ पोटेंशन है जो एचआर चैंपियन के लिए पोटेंशियल रखते हैं तो उन्हें इस विशेष पास्ट परफॉर्मेंस की आवश्यकता हैi अब बेस्ट टैलेंट को पहचानने के लिए जल्दी से जल्दी क्षमता का विकास शुरू करना चाहिए और जब भी मेरे द्वारा पहचाने गए उन हाई पोटेंशियल कर्मचारी को डेवलप किया जाना है और इसी तरह से वे अपने संभावित पोटेंशियल के विशेष पहलू को विकसित कर पाएंगेI इसे जल्दी से जल्दी उजागर इस प्रकार के सर्वे के द्वारा करना चाहिए और फिर निश्चित रूप से उन्हें अपने पोटेंशियल पर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिएi पोटेंशियल का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण और आवश्यक गुणों एट्रिब्यूट को सभी कर्मचारियों को समझाया जाना चाहिए अब आप देखते हैं कि अटरीब्यूट्स की सूची जिसमें 55 प्रश्नों को डिजाइन किया गया है यह प्रश्न कुछ अटरीब्यूट्स पर आधारित होंगे जो गुण हम खोज रहे हैं अब यह संगठन से संगठन जॉब से जॉब विभाग से विभाग व्यक्ति से व्यक्ति अर्थात किसी विशेष प्रकार के कार्य में किसी विशेष प्रकार के अटरीब्यूट्स की आवश्यकता होगी तो क्या वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम होगा जब हम उससे अगले स्तर की नौकरी के बारे में बात करते हैं उस स्थिति में भी इन अटरीब्यूट्स से मदद मिलेगी क्या हम इन अगले स्तर की नौकरियों के लिए जाने में सक्षम हैं या नहीं और फिर वह समर्थन किया जा सकता है सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से पोटेंशियल अप्रेजल के बारे में बताया जाना चाहिए और फिर एक विशेष वर्ष में उन्होंने क्या स्कोर हासिल किया है क्योंकि यह जनवरी महीने का अभ्यास है इसलिए इस मामले में उनके पास किस प्रकार की पोटेंशियल है जो कि कर्मचारी को भी सूचित किया जाना है वे भी खुश महसूस करेंगे हाँ कुछ अव्यक्त टैलेंट हैं जो उन्होंने अब तक नहीं देखी हैं और संगठन में कोई है जो उन्हें पहचानने और समर्थन करने और उस विशेष अव्यक्त टैलेंट का पोषण करने में मदद कर रहा है अब जब हम लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल प्रश्नावली के बारे में बात करते हैं तो हम अनुनय और प्रभावित करने के बारे में बात करते हैं यह उपस्थिति और अधिकार है प्रभारी होने का आनंद ले रहा है कौन राजी और प्रभावित कर रहा है वे अथॉरिटी में एक उपस्थिति है और प्रभारी होने का आनंद लेता है वे आगे बढ़ते हैं i यदि यह प्रतिक्रियाएं हैं तो हम कहेंगे कि जैसा कि उनके पास राजी करने और प्रभावित करने का लीडरशिप गुण है यदि कर्मचारियों को अधिकार देता है और प्रेरित करता है तो ठीक है कि वे सबसे अच्छा कर सकते हैं हमेशा उपलब्ध होते हैं और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्य सौंपते हैं फिर उस स्थिति में हम कहेंगे कि लीडर प्रेरित कर रहा है और लीडर को सशक्त कर रहा हैi और अगर वह लीडर को प्रेरित और सशक्त बना रहा है तो उच्च पदों के लिए उस विशेष लीडर के सामने यह पोटेंशियल है कुछ वरिष्ठ अपने अधीनस्थों और डेवलप टीम को प्रशिक्षित करने में सक्षम होते हैं उन्हें नियमित प्रतिक्रिया देते हैं और फिर उनका पोषण करते हैं टैलेंट का पोषण होता है टैलेंट प्रबंधन का अभ्यास होता है और अगर इस प्रकार के लक्षण हैं जो कहेंगे कि व्यक्ति में एक कोच होने की पोटेंशियल है जो दू सरों को को चिंग दे रहा है और उसका उपयोग इस विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है कुछ सवालों के जवाब उस आइटम जो दबाव और स्ट्रेस को संभालने में मदद करेंगे शांत और नियंत्रण में रहेंगे इसलिए कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो आगे नहीं जा रहे थे लेकिन उनके व्यवहार से यह देखा गया है उन्हें ऑब्जर्व किया गया है कि किसी विशेष स्थिति में बहुत अच्छी तरह से दबाव और तनाव को नियंत्रित किया जाता है और वे शांत रहते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं यह ऑब्जरवेशन है और अगर यह ऑब्जरवेशन है तो इसका मतलब है कि उनकी ताकत दबाव से मुकाबला कर रही है यदि वे दबाव का सामना करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उस विशेष लीडरशिप में डेवलप किया जा सकता है फिर आत्म डेवलप ऊर्जावान और आत्म जागरूक के लिए अवसरों का दोहन करें इसलिए वे अपने और अपने टीम के सदस्यों को सीखने और डेवलप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और इसलिए उस मामले में लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल प्रश्नावली होगी अंतिम भाग ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस पोटेंशियल है अगर ऐसा है तो प्रतिक्रिया इस तरह है मेरे पास एक विचार है चीजों को करने के लिए नए और बेहतर तरीकों से i मेरे पास इस विचार को प्रस्तावित करने का एक साधन है इसलिए संगठन में कर्मचारी के लिए विचार की संस्कृति है क्योंकि कर्मचारी का मानना है कि वह चीजें कर सकता है और उसके पास अपने विचार के लिए प्रस्ताव करने का साधन है मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को रेट करता हूं कर्मचारी के साथ खुले और ईमानदार कम्युनिकेशन के अपने स्तर पर उनकी प्रत्यक्ष रिपोर्ट लौटाता हूं और इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप पोटेंशियल यह है कि वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम है यदि प्रतिक्रिया इस तरह की है तो मेरी यूनिट में मैनेजमेंट एक आकर्षक और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है तो निश्चित रूप से यह ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप पोटेंशियल है जो काम के माहौल के लिए है बहुत अच्छा कार्य वातावरण प्रदान करता है और इसलिए कर्मचारी काम पर आकर्षक और सकारात्मक रूप से बढ़ावा देते हैं यदि संगठन के बारे में प्रतिक्रिया मिलती है तो मुझे पता है कि सफल होने के लिए सबसे बड़ी जोखिम फॉर्मर वर्क यूनिट है इसलिए इस मामले में वह चिं तित नहीं है कि अगर मैं जोखिम में असफल रहूंगा तो क्या होगा और यह संगठन की पोटेंशियल हैi कार्यस्थल पर जोखिम एक्सीलेंस पोटेंशियल प्रदान प्करता है मान लीजिए कि मेरी यूनिट में क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है और प्रोत्साहित या पुरस्कृत किया गया जाता है तो निश्चित रूप से यह क्रिएटिविटी और इनोवेशन की संस्कृति है मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है यह इस विशेष ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस पोटेंशियल के आधार पर है या लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल के आधार पर हम यह पहचान सकते हैं कि क्या उस व्यक्ति के पास काम करने की पोटेंशियल है या उस संगठन के पास हैI दोनों विशेष प्रकार के सिस्टम में काम करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से हम पोटेंशियल अप्रेजल कर सकते हैं अब एंप्लॉय के कम्युनिकेशन कार्य के माहौल कार्यस्थल पर जोखिम क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर विचार करें किसी विशेष स्कोर में क्या है कौन सा उच्चतम स्कोर है कौन सा सबसे कम स्कोर है और फिर उसी के आधार पर हम प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन कर सकते हैं पहचानें कि ठीक है काम के माहौल के लिए अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है या कार्यस्थल पर जोखिम इतना प्रोत्साहित नहीं होता है इसलिए इसे प्रोत्साहित करना होगा या क्रिएटिविटी और इनोवेशन संस्कृति को डेवलप करना होगा इसी तरह इंडिविजुअल्स लीडरशिप एक्सीलेंस पोटेंशियल के मामले में यह माना जाता है कि प्रेरक और सशक्त स्कोर बहुत अधिक है इसलिए यह संगठन के लिए एक अच्छा संकेत है लेकिन दबाव का सामना करते हुए कर्मचारी की प्रतिक्रिया कम होती है समग्र प्रतिक्रिया कम होती है फिर उस मामले में वह क्षेत्र होता है जो उस कर्मचारी को मजबूत करता है वे दबाव का सामना कर सकते हैं क्योंकि वे दबाव का सामना करने में सक्षम होंगे वे बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करने में सक्षम होंगे और फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम इस विशेष पैरामीटर पर भी व्यक्ति या संगठन के लिए आयोजित किए जा सकते हैं और इस प्रकार के पैरामीटर को डेवलप किया जा सकता है और जिसके परिणामस्वरूप पोटेंशियल अप्रेजल की मदद से हम व्यक्ति और संगठन के लिए प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान कर सकते हैं यह सब संगठन विशेष पोटेंशियल के बारे में है इसलिए मुझे लगता है कि यह पोटेंशियल अप्रेजल और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त है और यहां हम रुकेंगेIधन्यवाद